सॉलिडवर्क्स Contd सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है हम 3D चित्र बनाने के लिए सॉलिडवर्क्स नामक एक सॉफ्टवेयर टूल के बारे में सीख रहे हैं आज की कक्षा में हम थोड़ा सीखेंगे कि बोल्ट और नट्स कैसे बनाएं इन थ्रेड्स का निर्माण कैसे करें यह पहला उद्देश्य है कि हम क्या हासिल करेंगे तो पहले हम बहुत जल्दी एक स्टड लेने और उस पर एक धागा काटने के मामले में एक सरल योजनाबद्ध माध्यम से जाएंगे उसके बाद हम एक मीट्रिक 10 थ्रेड का निर्माण करेंगे इसलिए पहला कदम एक नए हिस्से पर डबल क्लिक करने के बाद है हमारे पास एक खाली स्क्रीन होगी फिर हम उन प्लेन में से एक को उठाते हैं जो सही प्लेन के लिए अधोलंब प्लेन है जो हम ड्रा करेंगे एक स्टड एक गोलाकार सिलेंडर है जो हमारे पास है यह कुछ 5 मिलीमीटर त्रिज्या हो सकता है ठीक है अब इस सर्कल को हम 3 परिमाप में निकालते हैं जो इसे कुछ 30 एमएम बना सकता है इसलिए हमारे पास यह सिलेंडर है जिस पर हम उस पर थ्रेडेड कट की तरह कुछ बनाना चाहेंगे इसलिए आमतौर पर इन स्टडों को हमेशा चैंबर किया जाता है तो यह सतह हम इसे लेंगे चम्फरिंग के साथ जाएं हो सकता है कि हम 45 डिग्री के साथ 1 एमएम चेम्फर बनाते हैं जब हम करते हैं तो हमारे पास उस ठोस सतह पर उस तरह का चेम्फर होगा थ्रेड कट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो करना है वह एक हेलिकल रास्ता है क्योंकि ये स्क्रू या धागे हमेशा एक हेलिकल पथ होते हैं जिसके बारे में एक थ्रेड एक टूल बिट या कट गोज़ नाइफ है ताकि यह सामग्री को हटा दे और आखिरकार थ्रेड है इसलिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं हम इस शाफ्ट के चारों ओर एक हेलिक्स का निर्माण करते हैं तो पहला कदम यह है कि हमें हेलिक्स का निर्माण करना है और उसी 5 मीटर के दायरे का एक घेरा बनाना है तो हमारे पास वह सर्कल है उस सर्कल के आसपास हम एक हेलिकल थ्रेड रखना चाहेंगे उस प्रयोजन के लिए हमें जो करना है वह शीर्ष स्तर पर सम्मिलित करने के लिए है कि वक्र में एक वक्र हैलिक्स स्पाइरल में जाता है अब हमारे पास इस तरह के थ्रेड हैं क्योंकि यह सिर्फ अभ्यास है क्योंकि अब हम जो करने जा रहे हैं उसमें ऊंचाई 20 एमएम के साथ कुछ हेलिकल रास्ता होगा इसका मतलब है हम जिस हेलिक्स की लंबाई 20 एम एम पिच करने जा रहे हैं उसकी लंबाई लगभग 15 एमएम है और यह हेलिक्स की एक घड़ी की दिशा में है और यह हेलिक्स शुरू होता है अगर हम कुछ भी अपडेट या बदलना चाहते हैं यदि आप राइट क्लिक करते हैं तो फ्यूचर को पादित करने के लिए एक बटन है तो यह 90 डिग्री पर शुरू हो रहा है तो हेलिक्स इस तीर के शुरू होने पर शुरू होता है सिलेंडर के चारों ओर जाता है जिसके चारों ओर हम इस कटौती का निर्माण करना चाहते हैं तो पिच 15 एमएम है और यह सभी तरह से 20 एमएम तक जाती है और यह 90 डिग्री से शुरू होता है और यह एक घड़ी की दिशा में उह थ्रेड है जो हम निर्माण कर रहे थे इसलिए ओके पर क्लिक करें एक बार जब यह सामने वाले प्लेन पर जाता है तो हम इस हेलिक्स चीज़ को देख सकते हैं इसलिए क्योंकि यह एक अभ्यास है हम जो हम लेने जा रहे हैं वह एक त्रिकोणीय चाकू है हम इसे इस हेलिक्स से गुजरने के लिए लेते हैं इसलिए इस त्रिभुज को बनाने के बाद हम मनमाने ढंग से इस स्थिति को रखते हैं क्योंकि यह केवल एक थ्रेड बनाने का अभ्यास है एक बार जब हमारे पास त्रिभुज पिक इन किनारों को स्केच मोड से बाहर आ जाता है तो हम स्केच 3 और हेलिक्स भी देखेंगे अब स्केच 3 और हेलिक्स भी चुनें दोनों को हाइलाइट किया गया है अबफीचर्स के स्तर पर देखें कि कुछ ऐसा है जैसे एक्सट्रूडेड बॉस रेवॉल्व बेस्ड एक्सट्रूडेड कट और स्वेप्ट कट होता है तो स्वेप्ट कट पर क्लिक करें फिर हम देखेंगे कि थ्रेडेड पार्ट पास जैसा कुछ होगा तो आपको स्केच 3 और हेलिक्स पथ दोनों को चुनना होगा एक बार जब यह किया जाता है तो कटे हुए हिस्से पर जाता है यह इस तरह के पीले रंग के टिंट को दिखाता है फिर ओके पर क्लिक करें फिर आपको थ्रेडेड भाग दिखाई देता है अब हम एक व्यवस्थित मीट्रिक 10 एमएम थ्रेड का निर्माण करेंगे इसलिए आमतौर पर इन 10 एमएम थ्रेड्स में हमेशा सिर के हिस्से की तरह कुछ होता है एक स्टड भाग होता है कुछ थ्रेड हैं कुछ हेक्सागोनल प्रकार की संरचनाएं जो हमारे पास होंगे तो हम उस एम 10 थ्रेड को एक एक कर देखेंगे तो आइए हम एक सही प्लेन चुनें जो उस दाहिने विमान के लिए सामान्य है सबसे पहले हम एक बोल्ट के सिर का निर्माण करते हैं तो सिर हमेशा एक गोलाकार होता है यह एक गोलाकार 16 एमएम है जिसका हम निर्माण करते हैं 16 एमएम व्यास इसका मतलब 8 एमएम त्रिज्या है और वह गहराई में 10 एमएम से आगे होगा तो हम जो करेंगे वह एक्सट्रूस्ड बॉस का निर्माण होगा यह 10 एमएम हेड होगा अब इस अधोलंब सतह पर हम एक षट्भुज खींचते हैं एक षट्भुज 6 भुजाएँ जो हम इसका निर्माण करेंगे फिर हम स्मार्ट परिमाप का उपयोग करते हैं यहां से यहां तक 8 एम एम माना जाता है ये मानक संख्याएं हैं जो आपको डेटा पुस्तकों से मिलेंगी जब भी आप एक बोल्ट या मशीन का निर्माण करते हैं और इसे तैयार करने की कोशिश करते हैं तो कुछ मानक परंपराएं होती हैं जैसे ऊंचाइयों को माना जाता है लंबाई को इस तरह से माना जाता है और इसलिए डिजाइन गणना के कारण जैसे आप स्ट्रेस्सेस स्त्रैंस की गणना करते हैं आप उस बोल्ट पर कितना स्टॉक लगाते हैं क्या यह बनाए रख सकते हैं किस तरह की सामग्रियों से आपको इस प्रकार की चीजों का उपयोग करना होगा जो आपको मशीन डिजाइन डेटा पुस्तकों में मिलेगा तो उन आयामों के आधार पर हम इस तरह के बोल्ट का निर्माण कर रहे हैं इसलिए अब हम उसके अंदर एक हेक्सागोनल कटौती करना चाहेंगे तो हम इसे एक यह एक षट्भुज के सभी 6 पक्षों को चुनें अब एक एक्सट्रुडेड कट की है कटौती की गहराई में हम 5 एम एम 55 एम एम जैसे कुछ हो सकते हैं तोहमारे पास इस तरह के हेड का हिस्सा है तो आपके पास एल रिंच प्रकार की चीज होगी जिसके माध्यम से आप इसे संचालित करेंगे अब यहां हम एक और सर्कल बनाना चाहते हैं ताकि उस बोल्ट के स्टड वाला हिस्सा हमारे पास हो जिसकी लंबाई 25 एमएम और 10 एमएम व्यास का एक सर्कल होगा तो आइए हम 5 एम एम त्रिज्या या 10 एम एम व्यास का निर्माण करें इस सर्कल पर हम बॉस बेस को 25 एम एम लंबाई तक बढ़ा सकते हैं तो हमारे पास बोल्ट का हिस्सा है अब आमतौर पर हम इसे तेज कोनों को देते हैं जिसे हम इसे चेम्फेरिंग से रोकने से बचाते हैं इस चेम्फेरिंग के साथ हम 1 एमएम के साथ 45 डिग्री तक जा सकते हैं तो स्टड किया जाता है इसलिए एक बार जब यह बोल्ट हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं हम इसके चारों ओर एक हेलिकल रास्ता बनाते हैं और एक त्रिकोणीय प्रकार का एक अच्छा वक्रता के साथ कटौती करते हैं और इस पिच और ऊंचाई वाली चीज़ के साथ मैच करते हैं और एक थ्रेड बनाते हैं तो पहला कदम है कि उसके अधोलंब 5 एमएम त्रिज्या के एक और सर्कल का निर्माण करें तो हमारे पास वह 5 एम एम त्रिज्या है अब उस पर हमें उस वक्र हेलिक्स के शीर्ष पर सम्मिलित होने के लिए यह चयन करना है तो 20 एम एम तक हम इस थ्रेड और 15 एम एम पिच का उपयोग करना चाहेंगे और यह 90 डिग्री के कोण पर शुरू हो सकता है इसलिए कि मैं उस से गुजरने के लिए एक उपकरण बनाने के लिए एक त्रिकोण का निर्माण कर सकता हूं और ओके पर क्लिक करता हूं एक बार यह किया जाता है फ्रंटल दृश्य देखने के लिए ठीक है अब यहां जूमिंग और यहां हम एक केंद्र रेखा बनाते हैं जो 0 डिग्री के साथ इस बिंदु से गुजरती है हम दिशा को देखते हैं ठीक है तो अब फिर से फ्रंटल प्लेन पर जाएं ठीक है उस पर हम एक त्रिकोण मान ले तो त्रिकोण का उपयोग करें टूल बिट हमेशा इस नीचे की दिशा में हो इस एक को हटा दें ज़ूम इन करें अब इस किनारे से इस तक की ऊँचाई को 114 टूल बिट माना जाता है इसलिए स्मार्ट डायमेंशन का उपयोग करें इसे चुनें उस बिंदु को चुनें सुनिश्चित करें कि यह 114 मिमी होगा और दूसरी बात यह है कि हम एक और केंद्र रेखा को मध्य में मिला दें और यह ठीक है अब हमें उसके चारों ओर एक चाप की तरह कुछ करने की आवश्यकता है क्योंकि हम इस तरह के तेज या टूल बिट को नहीं चाहते हैं कुछ एक भुथरा की तरह है जिसे हम ऐसा करना चाहते हैं ताकि एक चिकनी वक्र हम करने के लिए एक हिस्से में हो उस उद्देश्य के लिए हम क्या करेंगे हम एक और केंद्र रेखा का निर्माण करते हैं ठीक है क्योंकि हमें वक्र के केंद्र की आवश्यकता होती है इसलिए यह बिंदु है तो हम जो करेंगे वह इस तरह से यहां एक केंद्र रेखा का निर्माण होगा कि इस केंद्र से यह रेखा 032 एम एम होगी एक बार जब यह हो जाता है तो हम इस लाइन को हटा देते हैं ठीक है हम उस लाइन को हटा सकते हैं और इस एक को भी हम हटा सकते हैं ये ऐसे बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम एक आर्क पास करना चाहेंगे तो एक 3 बिंदु आर्क उस बिंदु को उठाता है दूसरा बिंदु और इसे घुमाता है अब यह इस लाइन के लिए स्पर्शरेखा माना जाता है तो हम क्या करेंगे इसको उठाओ इसको उठाओ वे एक दूसरे के स्पर्शरेखा हैं एक बार जब यह किया जाता है ठीक है इसी तरह इस लाइन को चुनें कि वे एक दूसरे के साथ स्पर्शरेखा हैं एक बार यह किया जाता है ठीक है अब हम क्या करेंगे ट्रिम तत्त्व के पास जाओ इस हिस्से को हटाओ इस हिस्से को हटाओ और हमें भी इस एक इस एक की आवश्यकता नहीं है इसी तरह हमें इन लाइनों की आवश्यकता नहीं है फिर ओके पर क्लिक करें इसलिए स्केच मोड से बाहर आने के बाद हमें इस संपूर्ण ऑब्जेक्ट का चयन करना होगा फिर हेलिक्स का रास्ता भी चुनें कंट्रोल करें फीचर्स पर जाएं स्वेप्ट कट पर जाएं फिर यह आपको इस पूरी चीज को दिखाता है जैसे कि रिवॉल्विंग पार्ट का हिस्सा और फिर ओके पर क्लिक करें फिर आपके पास इस तरह से एक थ्रेड होगा ऐसे अन्य पहलू भी हैं जैसे सौंदर्य संबंधी पहलू जो हमारे पास हमेशा होते हैं इस हिस्से को कैसे सुचारू किया जाए क्या हमारे पास कुछ अन्य प्रकार के त्रिकोणीय कट और अन्य चीजें हो सकती हैं Let us look at different views of this bolt So the first thing what we will do is look at the isometric view If it is a construction one we can remove that So this is the way isometric view looks like आइए हम इस बोल्ट के विभिन्न दृश्य को देखें इसलिए पहली चीज जो हम करेंगे वह आइसोमेट्रिक दृश्य है यदि यह एक निर्माण है तो हम इसे हटा सकते हैं तो इस तरह से आइसोमेट्रिक दृश्य दिखता है Now look at 3 different views something like the front view the top view the left side view and the isometric view अब 3 अलग अलग विचारों को देखें कुछ सामने का दृश्य शीर्ष दृश्य बाईं ओर का दृश्य और सममितीय दृश्य Now we will construct a nut for this bolt For that purpose what we do is go to new open a part ok अब हम इस बोल्ट के लिए एक अखरोट का निर्माण करेंगे उस उद्देश्य के लिए हम जो करते हैं वह नया है एक भाग खोलें ठीक है Now on the right plane normal to that we want to have a hexagonal nut So for that purpose we go to sketch pick hexagon 6 units from here draw it Use smart dimensions from here to here We use same the head portion of that bolt whatever that height we have the same 16 mm we use it अब सही प्लेन पर अधोलंब है कि हम एक हेक्सागोनल नट करना चाहते हैं तो उस उद्देश्य के लिए हम स्केच पर जाते हैं यहां से हेक्सागोन 6 इकाइयों को खींचते हैं स्मार्ट परिमाप का उपयोग यहां से यहां तक करें हम उस बोल्ट के मुख्य भाग का उपयोग करते हैं जो भी ऊंचाई है हमारे पास वही 16 एमएम है हम इसका उपयोग करते हैं और हमें उस आंतरिक भाग पर एक थ्रेड बनाना होगा और हम जानते हैं कि स्टड में 10 एमएम का व्यास है तो जो हम बनाते हैं वह 10 एमएम का एक गोलाकार छेद है जिसे हम इसे बनाते हैं आंतरिक रूप से 10 एमएम व्यास या 5 एमएम त्रिज्या क्लिक करें ओके अब हम इस उत्कीर्ण चक्र को नहीं चाहते हैं कंट्रोल बटन दबाकर इस एक लाइन को चुनें अब यह वह सतह है जिसे हमने चुना है फीचर्स पर जाएं एक्सट्रुड बॉस बेस करें तो यह एक नट के प्रकार का एक हिस्सा बनाता है तो इस नट के निर्माण के लिए चौड़ाई के रूप में 6 एमएम का उपयोग करें अब हमारे पास है हम यह नहीं कर रहे हैं मेरा मतलब है कि हम एक चैंबर जैसा कुछ देना चाहते हैं जिसे हम वास्तव में और इतने पर बना सकते हैं लेकिन अब हम मुख्य रूप से उस के आंतरिक खतरे वाले हिस्से के थ्रेड निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो पहली चीज जो हमें करनी है वह यह है कि फ्रंटल राइट प्लेन के अधोलंब समतल पर जाने के लिए सामान्य है कि एक वृत्त खींचना है किसी भी हेलिक्स निर्माण के लिए पहला चरण एक वृत्त 5 एमएम बना रहा है ओके क्लिक करें फिर इस तरह से कल्पना करें हमारे पास है उस सर्कल को चुनें फिर वक्र हेलिक्स स्पाइरल सम्मिलित करें तो हमारे पास स्पाइरल वक्र है जहां हम 6 एमएम तक की ऊंचाई दे सकते हैं तो उस स्तर तक हमारे पास कटौती हो सकती है हो सकता है कि इसे सिर्फ 65 बनाया जाए ताकि यह आसानी से कट के रूप में बाहर आ जाए हमेशा की तरह 15 एमएम पिच हम दे रहे हैं और यह घड़ी की विपरीत दिशा में है और दिशा भी ठीक है क्लिक ओके इसलिए आंतरिक रूप से हमारे पास यह चक्र है और यह हेलिक्स 90 डिग्री के कोण से शुरू होता है आइए हम इसकी पुनरावृत्ति करें तो एडिट फीचर पर जाएं यह 90 एमएम 90 डिग्री है इसलिए ओके पर क्लिक करें अब सामने वाले प्लेन पर जाएं इसलिए यहां हम एक त्रिकोणीय उपकरण का निर्माण करना चाहते हैं तो यह वह हिस्सा है जहाँ हम चाहेंगे इस उद्देश्य के लिए हम बहुभुज पर जाते हैं 3 पक्ष इसे एक केंद्र के रूप में चुनते हैं अब इस त्रिकोणीय टूल कट को उल्टा करें क्योंकि अब हम शीर्ष भाग को हटाना चाहते हैं इसलिए त्रिकोण शीर्ष पर होगा और इसे उस तरह से बना देगा अब यह 11 एमएम माना जाता है उस बिंदु तक यह ऊंचाई 114 एमएम होनी चाहिए इसलिए हमारे पास त्रिकोण है फिर हमें 032 एमएम की आवश्यकता है तो हम इस तरह से एक केंद्र रेखा पर विचार करते हैं और स्मार्ट परिमाप का उपयोग यहां से उस बिंदु तक करते हैं जो पहले बिंदु पर 032 एमएम है एक बार यह हो जाने के बाद हम उस बिंदु से उस बिंदु तक एक निश्चित त्रिज्या के साथ एक आर्क 3 बिंदु आर्क बनाते हैं अब इसे उस रेखा पर चुनें जो इसे स्पर्शरेखा बनाती है इसी तरह इस वक्र रेखा को स्पर्शरेखा बनाएं इसलिए जब आप उन चीजों को उठा रहे होते हैं तो आपको उस नियंत्रण बटन को पकड़ कर रखना होता है इसलिए एक बार जब यह त्रिकोणीय निर्माण हो जाता है तो हम आंतरिक रूप से इस सर्कल को हटा सकते हैं और हम उस हिस्से को हटाने के लिए ट्रिम तत्त्व का उपयोग कर सकते हैं और इस हिस्से को भी और हम इसे इन छोटे भागों को हटा सकते हैं इसलिए एक बार यह पूरा हो जाने पर ओके पर क्लिक करें अब हमारे पास यह पूरी वस्तु पहले स्केच मोड से बाहर आ गई है फिर होल्ड क्लिक सेलेक्ट इन सभी बटन को होल्ड पर क्लिक करें अब स्केच 3 का चयन किया गया है फिर बटन को नियंत्रित करें इसे दबाए रखें हेलिक्स पर क्लिक करें और स्केच पर भी जाएं फिर फीचर्स पर जाएं स्वेप्ट कट का उपयोग करें ओके क्लिक करें इसलिए आंतरिक रूप से अगर आप देख रहे हैं कि हमारे पास उस नट में वे थ्रेड हैं इस तरह से हम इसका निर्माण करते हैं कभी कभी हम इन नटों पर क्या करते हैं हम बाहरी सतह पर थोड़ा सा चैंबर रखना चाहते हैं हमें सपाट सतह नहीं चाहिए इस प्रयोजन के लिए हम जो करते हैं वह मनमाने आकार का एक सर्कल खींचता है और उस गो टू फीचर को चुनता है उस सर्कल को ड्राइंग करने के बाद हम एक्सट्रूड कट का उपयोग करने के लिए जाते हैं उस एक्सट्रूड कट में हम जिस दिशा में जाते हैं उसे काटते हैं फिर फ्लिप साइड को कट करते हैं इसलिए बाहर हम कटिंग करने जा रहे हैं और हम 60 डिग्री बाहर की तरह एक पतला कोण देते हैं फिर ओके पर क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ एक फ्लैट है लेकिन ये थोड़ा पतला हैं इसी तरह हम इसके लिए भी निर्माण करते हैं इसके अधोलंब करने के लिए एक ही त्रिज्या का एक सर्कल बनाएं जब हो जाए तब हम इस सतह को उठाते हैं फीचर्स पर जाए एक्सट्रुड कट ब्लाइंड पिक के बजाय आल फ्लिप साइड टू कट पर जाए यह 60 डिग्री का कोण है जो हम करने जा रहे हैं ओके पर क्लिक करें इसलिए हमने जो शीर्ष भाग निकाला है तो यह केवल एक हिस्सा है जहाँ आपके पास एक वॉशर हो सकता है जो इसे ठीक कर सकता है और ये हिस्से हमेशा झुके हुए कट चाहिए अब हम इस ड्राइंग को सेव करें M 10 के रूप में सेव करें अब हमारे पास नट है और सेव करें तो हमारे पास नट और बोल्ट दोनों हैं हम असेंबली ड्राइंग असेंबली ओके के साथ जा सकते हैं बोल्ट को दोनों चीजों से उठा सकते हैं इसे यहां छोड़ सकते हैं नट भी डाल सकते हैं और रख सकते हैं यह बोल्ट और नट का निर्माण है अब हम इन सतहों को बनाना चाहते हैं हम जो कर सकते हैं उसे यहां और इसी तरह ले सकते हैं हम इस स्पाइरल को उस स्पाइरल के साथ सम्बद्ध कर सकते हैं ताकि इसे स्क्रू किया जा सके अन्यथा सतहों को भी हम इसे सम्भाल सकते हैं आइए हम इस सतह के साथ कुछ इस तरह से मेट करें और ओके क्लिक करें